आज हम डेमोंस्ट्रेट करेंगे कि कैसे फ्रेशनल बाईप्रिज्म को उपयोग कर मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंग्थ निकाल सकते हैं हमें पता है कि यह इंटरफेरेंस आधारित एक्सपेरिमेंट है इंटरफेरेंस के लिए हमें दो कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए जब इन कोहेरेंट सोर्सेज से वेव्स बाहर आएंगी ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोस होंगी इन दोनों वेव्स का सुपरपोजीशन ब्राइट और डार्क फ्रिंज पैटर्न बनाएगा यह फ्रिंज पैटर्न बहुत सारी इनफार्मेशन लाता है फ्रिंज विड्थ और दूसरे पैरामीटर्स नाप कर हम इस्तेमाल की जाने वाली लाइट की वेवलेंथ निकाल सकते दो अलग सोर्सेज अगर हम इस्तेमाल करें तो ये कोहेरेंट नहीं होंगे एक सिंगल सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्सेज पाने के लिए हम यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को इस्तेमाल करेंगे यंगस डबल स्लिट में हम जानते हैं कि सिंगल सोर्स से आने वाली लाइट को फ्रेसनेल टू पिन होल्स से पास करवाते हैं टू पिन होल्स से आने वाली लाइट्स एक सिंगल सोर्स से बनाई गई है इसी कारण ये दोनों लाइट्स कोहेरेंट होंगी एक सिंगल सोर्स से इंटरफेरेंस ऑब्सेर्वे करने के लिए हमें दो कोहेरेंट सोर्सेज बनाने होंगे और इन सोर्सेज से आनेवाली लाइट इंटरफेयर करेंगी सुपरइम्पोस करेंगी ये दो कोहेरेंट सोर्सेज बनाने के अलग अलग मेथड्स हैं उनमें से एक है बाईप्रिज्म यहाँ आप देख सकते हैं बाईप्रिज्म यह दो प्रिज्म बेस से अटैच्ड हैं और यह एंगल लगभग वन एटी डिग्री है और यह बहुत थिन हैबाईप्रिज्म मतलब यहाँ दो प्रिज्म है अगर इस बाई प्रिज्म के सामने सोर्स एस है यह लाइट बाई प्रिज्म पर गिरेगी ऊपर के हाफ पार्ट से यह रेफ्रेक्टेड लाइट आएगी यह डाईवर्ज कर रही हैं और अगर हम इन्हें पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ मिलेंगी जैसे कि लाइट इस पॉइंट एस वन से आ रही है इसी प्रकार लोअर हाफ प्रिज्म से भी लाइट रिफ्रेक्ट होगी और डाईवर्ज होंगी और अगर पीछे की ओर एक्सटेंड करे तो यहाँ मीट करेंगी यह दूसरा वर्चुअल सोर्स होगा बाईप्रिज्म से हम दो वर्चुअल सोर्सेज एस वन और एस टू बना सकते है यह वर्चुअल सोर्स एस वन और एस टू बनाना बाईप्रिज्म का उपयोग है अगर दोनों सोर्सेज के बीच में डिस्टेंस डी है ये रेज़ एस वन और एस टू से आ रही हैं ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं ये लाइट इंटरफेयर करेंगे और इंटरफेरेंस फ्रिंज या पैटर्न बनाएँगे यह कहाँ दिखेगा हम इसे स्क्रीन पर देखेंगे यह स्क्रीन है इस स्क्रीन पर हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट इस प्रकार की फ्रिंजेस हमें स्क्रीन पर दिखाई देंगी इस ज्योमेट्री में हमें फ्रिंजेस स्ट्रैट लाइन में दिखेंगी ये और कुछ नहीं बल्कि सोर्स की इमेज है यहाँ हमें ये लीनियर ब्राइट लाइन्स मिलेंगी और दो ब्राइट लाइट में बीच में डार्क रीजन होगा डार्क लाइन्स ब्राइट लाइन्स को अलग अलग करती हैं ब्राइट लाइन्स को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं और डार्क को डेसट्रक्टिव अगर फ्रिंज विड्थ जो है दो डार्क लाइन्स या दो ब्राइट लाइन्स का सेपरेशन बीटा है और सोर्स और स्क्रीन की दूरी कैपिटल डी है तब फ्रिंज विड्थ बीटा होगी कैपिटल डी बाई स्माल डी इन टू लैम्डा लैम्डा क्या है यह इस लाइट सोर्स की की वेवलेंथ है बाईप्रिज्म के इस्तेमाल से हम इंटरफेरेंस की कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं हम एक ही सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्स बना रहे हैं और हमें एक स्केल में इंटरफेरेंस मिल रहा है अब अगर हम फ्रिंज विड्थ सोर्स और स्क्रीन की दूरी और स्माल डी दो सोर्सेज के बीच की दूरी नाप सकते हैं तो हम वेवलेंथ लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेसनल बाईप्रिज्म से मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ निकालने के लिए हमें इस अरेंजमेंट की जरुरत पड़ेगी इस अरेंजमेंट से हम फ्रिंज विड्थ नापते हैं और यह ऑप्टिकल टेबल पर किया जाता है वर्चुअल सोर्सेज और एक्चुअल सोर्स ये सब एक ही प्लेन में होंगे हम इसे कहीं भी रखें यह डिस्टेंस हमें आसानी से मिल जाएगा और स्क्रीन पर जो फ्रिंजेस मिलती हैं उनमें फ्रिंज विड्थ भी हम नाप सकते हैं यह कठिन काम नहीं है थोड़ा डिफिकल्ट काम होगा स्माल डी दोनों वर्चुअल सोर्सेज का डिस्टेंस नापना क्यूंकि ये वर्चुअल हैं हम इन्हें देख नहीं सकते इस स्माल डी को कैसे नापा जाए इसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस उपयोग करेंगे अगर हम कॉन्वेक्स लेंस यहाँ रखते हैं इन दो वर्चुअल सोर्सेज की रियल इमेज एक स्क्रीन पर मिलेगी अगर स्क्रीन और सोर्स के बीच डिस्टेंस फॉर एफ से ज्यादा है जहाँ एफ है लेंस की फोकल लेंथ तो लेंस की दो पोसिशन्स के लिए हमें स्क्रीन पर रियल इमेज मिलेगी हम स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस फॉर एफ से ज्यादा सेट करेंगे और लेंस इस्तेमाल कर इसे इधर उधर मूव कर दो पोसिशन्स निकालेंगे वर्चुअल सोर्सेज की रियल इमेज देखने के लिए यहाँ मैंने यह मेथड डेस्क्राइब किया है ये दो सोर्सेज हैं और यह स्क्रीन हैं और यहाँ लेंस की इस पोजीशन के लिए वर्चुअल सोर्स की एक इमेज है और ऐसे ही दूसरी इमेज भी मिलेगी इस प्रकार हम दो रियल इमेज के बीच की दूरी नाप सकते हैं अगर यह डी वन है लेंस की दूसरी पोजीशन के लिए यह डिस्टेंस छोटा है तो दो सोर्सेज के बीच की दूरी छोटी होगी दूसरी इमेज का डिस्टेंट डी टू है तो स्माल डी की वैल्यू डी वन डी टू का स्क्वायर रुट होगी यह कैसे एक्चुअल में लेंस की पहली पोजीशन के लिए यह यु है और यह दूसरा वी है लेंस की दूसरी पोजीशन के लिए यह एक्चुअली यू होगा परन्तु मैग्नीट्यूड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होगा मैग्नीट्यूड होगा वी यह रिवर्स डिस्टेंस है वी हम वी लिख रहे है यह यू है और इसका मैग्नीट्यूड वी के बराबर है और इस इमेज का डिस्टेंस है यू आपको मैग्निफिकेशन का पता है अगर ऑब्जेक्ट की हाइट डी वन है तो एक्चुअल हाइट होगी डी वन बाई डी जो वी बाई यू के बराबर है और इसी प्रकार डी टू बाई डी है यू बाई वी इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस पोजीशन में ये मैग्नीट्यूड वाइज रिवर्स हैं अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा डी वन इन टू डी टू बाई डी स्क्वायर बराबर वन फिर डी स्क्वायर होगा डी वन इन टू डी टू मतलब डी की वैल्यू होगी डी वन इनटू डी टू का स्क्वायर रुट इस मेथड को इस्तेमाल कर हमें डी के वैल्यू निकालनी है स्माल डी हमने निकाल ली कैपिटल डी आसानी से निकाल सकते हैं और हमें फ्रिंज विड्थ बीटा भी नापनी होगी अगर हम माने कि डी के मेज़रमेंट में इंडेक्स एरर है तो हम इस एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं डी को डी वन प्लस एक्स लिख कर यह इंडेक्स एरर का करेक्शन है हमें मालुम है कि स्माल डी इन टू कैपिटल डी बाई लैम्डा बराबर है डी वन प्लस एक्स बाई स्माल डी लैम्डा कैपिटल डी सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है अगर हम फ्रिंज विड्थ दो डिस्टेन्सेस डी वन और डी टू के लिए नापे बीटा वन इसके बराबर होगा और बीटा टू इसके अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें बीटा टू माइनस बीटा वन बराबर डी टू माइनस डी वन तब यह स्माल डी होगा और एक्स एलिमिनेट हो जाएगा तब हमें लैम्डा मिलेगा बीटा टू माइनस बीटा वन बाई डी टू माइनस डी वन इन टू स्माल डी और यह स्माल डी है स्माल डी वन डी टू का स्क्वायर रुट यह कैसे निकलना है वह मैंने एक्सप्लेन किया इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक अरेंजमेंट की जरुरत होगी इसके वर्किंग प्रिंसिपल से हमने देखा यह वर्किंग फार्मूला है और जाना कि यह कैसे आया इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट अरेंज करना होगा और हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा रिकॉर्ड करना होगा हमें फ्रिंज विड्थ मैजर करनी होगी हम आई पीस लगा माइक्रोमीटर इस्तेमाल करेंगे माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट भी हमें नोट करनी है हमें कैपिटल डी भी मैजर करना है ऑप्टिकल बेंच की लीस्ट काउंट भी नोट करनी होगी और बेंच पर स्लिट की पोजीशन नोट करनी है फिर बेंच पर बाईप्रिज्म की पोजीशन नोट करनी है क्यूंकि ये दो हम फिक्स करते हैं ये चेंज नहीं होंगी ये हम नोट कर लेते हैं अब हमें क्या मैजर करना है हमें स्माल डी मैजर करना है हमें स्क्रीन की दो पोसिशन्स डी वन और डी टू के लिए बीटा वन और बीटा टू निकालना है ये स्माल डी मैजर करने के लिए टेबल है मैं यह टेबल क्यों डिस्कस कर रहा हूँ इस टेबल से ही हमें समझ आएगा कि किस स्टेप में हमें आई पीस की पोजीशन सेंटीमीटर में लेनी है हम आई पीस और लेंस की पोजीशन इस्तेमाल करेंगे आई पीस स्क्रीन है उसका क्या जो हमने डिस्कस किया था वहाँ कुछ भी था यहाँ आई पीस है यहाँ क्रॉस वायर है आई पीस के फोकल लेंथ पर यहाँ क्रॉस वायर पर मतलब फोकल प्लेन स्क्रीन का काम करेगा यहाँ आई पीस मीन्स स्क्रीन पोजीशन वन पर और पोजीशन टू पर लेंस की पोजीशन है यहाँ हमने आई पीस की डायरेक्शन लिखी है क्यूंकि यह फ्रिंज विड्थ साधारणतः बहुत छोटी है आई पीस के मूवमेंट का डायरेक्शन मतलब हम आई पीस को लेफ्ट से राइट मोवेमेंट करेंगे और उस दौरान हम रीडिंग लेंगे फिर हम राइट से लेफ्ट मूवमेंट करेंगे और रीडिंग लेंगे फिर हम इन दोनों का एवरेज लेंगे यही है आईडिया इमेज वन और इमेज टू या राइट इमेज की माइक्रोमीटर में रीडिंग यह लेफ्ट इमेज ए की रीडिंग है और राइट इमेज बी की रीडिंग है दोनों रीडिंग हम दो बार लेते हैं जब हम माइक्रोमीटर को लेफ्ट से राइट और फिर राइट से लेफ्ट मूव करेंगे फिर हम एवरेज निकालेंगे यह ए और बी रीडिंग है लेफ्ट इमेज के लिए और राइट इमेज के लिए इमेज के बीच की दुरी होगी इन दो रीडिंग्स ए और बी का डिफरेंस यह है लेंस वन की पोजीशन डी वन और लेंस टू की पोजीशन डी टू हम स्माल डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते है जो है डी वन डी टू कर स्क्वायर रुट अब हम आई पीस की दूसरी पोजीशन पर जाते हैं पहली पोजीशन के लिए डी वन डिस्टेंस दूसरी के लिए डी टू डिस्टेंस हम इन्हीं डी वन और डी टू की वैल्यूज फ्रिंज मेज़रमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे दूसरी पोजीशन के डाटा सेट्स की एवरेजिंग के लिए हम मेज़रमेंट को दोहराएंगे और स्क्रीन की पोजीशन के लिए हम स्लिट और बाईप्रिज्म की पोजीशन डिस्टर्ब नहीं करेंगे केवल स्क्रीन की पोजीशन मतलब आई पीस की पोजीशन को चेंज करना है हम सोर्स और स्क्रीन की अलग अलग दूरी के लिए एक्सपेरिमेंट दोहरा सकते हैं तब हम एवरेज स्माल डी निकाल सकते हैं स्माल डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस टेबल को फॉलो करना होगा फिर हमें फ्रिंज विड्थ के लिए दूसरा टेबल लेना होगा यहाँ बेंच पर स्लिट और बाई प्रिज्म की पोजीशन हम नोट करेंगे परन्तु इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्यूंकि इसी पोजीशन से हमने स्माल डी की वैल्यू निकाली है हम इसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते केवल आई पीस मतलब स्क्रीन की पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे अब हमें लेंस की आवस्यकता नहीं हम कॉन्वेक्स लेंस को हटा देंगे कॉन्वेक्स लेंस एक्सपेरिमेंट से हमें पता है कि दो सोर्सेज हैं और उनके बीच की दूरी कितनी है वह भी पता है इन दो कोहेरेंट सोर्सेज से हमें इंटरफेरेंस मिलेगा इंटरफेरेंस पैटर्न हमें स्क्रीन यानि आई पीस पर मिलेगा अब हमें फ्रिंज विड्थ मेज़र करनी है इसके लिए हम इस टेबल को इस्तेमाल करेंगे हम आई पीस की एक पोजीशन फिक्स कर देंगे कैपिटल डी वन इस डिस्टेंस पर हम आई पीस में फ्रिंज देखेंगे अब हम क्या करेंगे हम बस फ्रिंजेस को लेफ्ट साइड से सीरियल नंबर देंगे लेफ्ट साइड की विज़िबल फ्रिंजेस का क्या लेफ्ट में हम क्रॉस वायर फिक्स करेंगे और फिर हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे हम रीडिंग लेते जाएंगे पहली वन है फिर टू थ्री फोर इस प्रकार से साधारणतः हमें प्रेफर करना चाहिए फ्रिंज वन टू थ्री फोर फाइव फिर सिक्सथ की रीडिंग लेंगे और फिर इलेवंथ की फिर सिक्सटीन्थ की इस प्रकार हम क्रॉस वायर को लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हुए रीडिंग लेंगे पहले हम लेफ्ट टू राइट की रीडिंग नोट करेंगे फिर राइट टू लेफ्ट की हम वापिस लेफ्ट की ओर जाएंगे और रीडिंग लेंगे फिर हम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट की रीडिंग्स का एवरेज लेंगे एम वन प्लस एम टू बाई टू फिर हम एन फ्रिंजेस के डिस्टेंस के लिए फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करेंगे हमारे पास पहली फ्रिंज की रीडिंग है और छठे की रीडिंग है हम इनका डिफरेंस निकालेंगे यह एन फ्रिंजेस की विड्थ होगी यहाँ एन पांच है इसे हम नोट करेंगे फिर हम सिक्स्थ से इलेवेंथ के लिए नोट करेंगे इन दोनों रीडिंग्स में क्या डिफरेंस है हम इसे लेंगे की कैसे पांच फ्रिंजेस की विड्थ वैरी कर रही है विड्थ कुछ भी हो हम अगली पांच फ्रिंजेस को नोट करेंगे हम इन पांच फ्रिंजेस की विड्थ निकालेंगे फिर हम इनका एवरेज लेंगे अगर यह आर है तो आर बाई एन यहाँ एन पांच है तो आर बाई फाइव हमें बीटा वन देगा इसी प्रकार हम इस एक्सपेरिमेंट को आइ पीस की दूसरी पोजीशन के लिए रिपीट करेंगे दूसरी पोजीशन अगर कैपिटल डी टू है सोर्स और स्क्रीन का डिस्टेंस तो इस पर हम एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे फ्रिंज विड्थ अलग होगी बीटा टू इसी प्रकार स्क्रीन यानि आई पीस की तीसरी पोजीशन पर हमें फ्रिंज विड्थ बीटा थ्री मिलेगी अब हम निकालेंगे बीटा टू माइनस बीटा वन यह एक सेट होगा डी टू माइनस डी वन डिस्टेंस के लिए यह सेंटीमीटर में होगा हमें दूसरा सेट मिलेगा बीटा थ्री माइनस बीटा टू बराबर कैपिटल डी थ्री माइनस डी टू वर्किंग फार्मूला क्या था वह था लैम्डा बराबर बीटा टू माइनस बीटा वन बाई कैपिटल डी टू माइनस डी वन इन टू स्माल डी इस टेबल से हमें स्माल डी की वैल्यू पता है और इस टेबल से हमें बीटा टू माइनस बीटा वन और डी टू माइनस डी वन की वैल्यू पता है तो हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर दूसरे सेट के लिए एक और लैम्डा वैल्यू मिलेगी हम इन दोनों का एवरेज निकालेंगे यह लाइट की वेवलेंथ होगी जो भी हमने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल की थी वेवलेंथ का कैलकुलेशन जैसा की हमने डिस्कस किया कैपिटल डी टू माइनस डी वन और बीटा टू माइनस बीटा वन पहले टेबल से हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इनका एवरेज निकालेंगे फिर हमें एरर कैलकुलेशन करनी है यह हमारा वर्किंग फार्मूला है जिसमें कुछ पैरामीटर्स को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर रहे हैं जैसे बीटा को हमने मेज़रमेंट से रेलेट किया है यह है कैपिटल आर बाई एन आर क्या है आर एन फ्रिंजेस की विड्थ है एक फ्रिंज के लिए विड्थ है आर बाई एन हमने बीटा को डायरेक्टली मेजर नहीं किया है हमने आर और एन मेजर किया है और स्माल डी भी हमने डायरेक्टली मेजर नहीं किया यह कैलकुलेट किया है हमने डी वन और डी टू मेजर किया है लैम्डा की वैल्यू के लिए हम उन पैरामीटर्स की वैल्यू रखेंगे जो हमने डायरेक्टली मेजर की हैं वह हैं आर टू माइनस आर वन बाई एन इन टू कैपिटल डी टू माइनस डी वन इन टू स्माल डी वन इन टू डी टू का स्क्वायर रुट इसका लोग लेते हैं लोग एन बराबर लोग आर टू माइनस आर वन माइनस लोग एन माइनस लोग कैपिटल डी टू माइनस डी वन प्लस हाफ लोग स्माल डी वन प्लस हाफ लोग स्माल डी टू अब डिफ्रेंसिएट करेंगे डैल लैम्डा बाई लैम्डा दोनों केसेस में एरर समान होगा और एरर एडिटिव होगा डेल्टा आर टू माइनस आर वन बाई आर टू माइनस आर वन और फिर डेल्टा आर टू प्लस डेल्टा आर वन क्यूंकि दोनों केसेस में लीस्ट काउंट सेम है तो एरर भी सेम होगी हमने टू डेल्टा आर लिखा है क्यूंकि एरर एडिटिव हैं इसलिए हम इन्हें एड करेंगे फिर से इस केस में टू डेल डी बाई डी टू माइनस डी वन फिर से वही लॉजिक हमने टू डेल डी प्लस हाफ टू क्यों लिखा है यह टू डेल डी बाई डी डेल आर इक्वल डेल आर और डेल डी मतलब माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट आर और डी की प्रत्येक रीडिंग के लिए जब हम निकाल रहे हैं तो हम दो रीडिंग्स का डिफरेंस लें रहे हैं एरर दो गुना होगी इस लिए टू इन टू माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट इसी प्रकार डेल कैपिटल डी यह ऑप्टिकल टेबल के ऑप्टिकल मीटर स्केल का लीस्ट काउंट होगा कैपिटल डी भी दो रीडिंग्स का डिफरेंस है इसलिए एरर होगा टू इनटू लीस्ट काउंट डाटा से हम वेवलेंथ के मेजरमेन्ट में एरर कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहाँ रुकते हैं अगली क्लास में हम इस एक्सपेरिमेंट को डेमोंस्ट्रेटे करेंगे आपकी अटेंशन के लिए धन्यवाद